वायरलेस चैनलों की कैपेसिटी सीएसआइटी तो अब हम फिर सवाल पूछना शुरू करते हैं ठीक है हम क्या कर सकते हैं अगर ट्रांसमीटर को चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन का ज्ञान है यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो मूल रूप से किसके पास चैनल स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी रिसीवर के पास रिसीवर को ट्रांसमीटर को जानकारी देनी होगी ठीक है इसलिए मूल रूप से रिसीवर पर आप अनुमान लगाते हैं कि आपका चैनल एसएनआर या चैनल स्टेट क्या है और यह इन्फॉर्मेशन फेड बैक हो जाएगी फिलहाल बस उस बॉक्स को नजरअंदाज करें जिसे पावर एलोकेशन के रूप में इंगित किया गया है ठीक है तो एक बार जब आप यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब आप ट्यून फाइन कर सकते हैं और उपयुक्त चैनल कोडिंग मैकेनिज्म चुन सकते हैं उदाहरण के लिए अगर मुझे पता था कि यह γ3 था तो मैं γ2 के लिए एन्कोडिंग स्कीम के साथ ट्रांसमिट नहीं करूंगा मैं वास्तव में गामा का चयन करूंगा इसलिए यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम वास्तव में सिस्टम से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं तो मूल रूप से आप इस जानकारी को वापस ट्रांसमीटर में फीड करते हैं और फिर ट्रांसमीटर गणना करता है कि हम किन योजनाओं को ट्रांसमिट कर सकते हैं और फिर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं तो अब दिया गया है कि मेरे पास सीएसआइटी परिदृश्य है मैं कैपेसिटी कैसे प्राप्त करूं यह एक ग्राफ है फिर यह है यहाँ है गोल्डस्मिथ तो मैं सिर्फ ग्राफ की व्याख्या करूंगा तो जो भी एसएनआर है मुझे एसएनआर में चैनल कंडीशंस को क्वांटाइज़ करने दें हम 3 एसएनआरस के साथ केस को देखते हैं यह कुछ n एसएनआर क्वांटाइज़ वैल्यू हो सकती हैं उन एसएनआरस में से प्रत्येक के लिए आप ऑप्टिमम मॉडुलेशन और कोडिंग स्कीम चुनते हैं रिसीवर पर आप इसे संबंधित डीमोडुलेशन डिकोडिंग स्कीम के साथ जोड़ते हैं तो फेड बैक क्या है इंस्टैंटेनीअस एसएनआर फेड बैक है यदि यह γ1 है तो आप अपर एनकोडर चुनते हैं और फिर यह उसके माध्यम से जाएगा और रिसीवर पर आप संबंधित डिकोडर का चयन करेंगे यदि यह सबसे अच्छा संभव चैनल γn है तो आप इसे चुनते हैं तो मूल रूप से आप जो कर रहे हैं आप लगातार विभिन्न मॉड्यूलेशन और कोडिंग स्कीम्स के बीच स्विच कर रहे हैं ताकि आप चैनल से अधिकतम प्राप्त कर सकें ठीक है तो इस तरह से फीडबैक के साथ हम बहुत अच्छा प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अब यह हिस्सा है जिसे हमने इंडीकेट किया है क्या यह स्पष्ट है मूल रूप से एक चैनल में जहां एसएनआर बदल रहा है हम कैपेसिटी इनफार्मेशन की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं तो मूल रूप से आप रीसीवड सिग्नल को उठाएंगे इसलिए यदि आप हमारी मूल स्कीम पर वापस जाते हैं तो उन चीजों में से एक जो आपको करनी होगी एक कोहेरेंट रिसीवर में वह है α को एस्टीमेट करना तो यह आपका काम्प्लेक्स गेन टर्म है तो एक कोहेरेंट रिसीवर को α को एस्टीमेट करना चाहिए एक बार जब आप α को जानते हैं तो चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ज्ञात हो जाती है क्योंकि मूल रूप से यह α 2 के समानुपाती होगा ठीक है तो α की माप के आधार पर रिसीवर हम चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे इसके लिए आपको एक कोहेरेंट रिसीवर की आवश्यकता होगी लेकिन कोहेरेंट रिसीवर्स को स्वतः पता चल जाएगा कि चैनल कंडीशंस क्या है उदाहरण के लिए देखें यदि α बहुत छोटा है तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत खराब चैनल कंडीशंस में हैं क्योंकि नॉइज़ लेवल नहीं बदलता है तो यह सिग्नल लेवल है ठीक है इसलिए मैं सिर्फ विभिन्न लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूं तो लेवल् जिसके बारे मे हम हमेशा चिंतित रहते हैं है कि नॉइज़ पावर कहाँ है नॉइज़ फ्लोर कहां है तो यह Pn को करेस्पॉन्ड करता है अब इस पर निर्भर करते हुए यह मानते हुए कि कोई फ़ेडिंग नहीं थी मान लें कि यह मेरी सिग्नल पावर थी Ps ठीक है तो एसएनआर मूल रूप से अगर मैंने इन सभी को dB में लिखा है अगर मैंने दिखाया है कि इन सभी को dB में दिखाया गया है यह भी dB में दिखाया गया है तो इन 2 के बीच का अंतर वास्तव में मेरा एसएनआर है γ तो मूल रूप से γ dB में है क्या Ps है dBW या dBm वाट्स या मिलिवाट्स में आपको नॉइज़ पावर को भी चुनना होगा dBW या dBm में 2 के बीच का अंतर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि यह पावर पर पावर है डायमेंशनलेस जो कि dB है और यही एसएनआर है तो अब हम जो कह रहे हैं कि एक नॉमिनल लेवल् है जिसकी सिग्नल जिसकी रिसीवर उम्मीद करता है जो कि Ps है अब अगर अचानक एक सिग्नीफिकेंट फ़ेडिंग होती है जो कि हो रही है और आपकी सिग्नल पावर वास्तव में Ps1 तक गिरती है ठीक है तो यह गामा था इंस्टैंटनेयसली यह γ1 है ठीक है तो आप देख सकते हैं क्या होता है कि नॉइज़ पावर नहीं बदलती है ठीक है केवल एक चीज जो प्रभावित हो सकती है वह है आपकी सिग्नल पावर तो मैं चैनल कंडीशन और एसएनआर कैसे जानूँगा मुझे बस इतना करना होगा कि सिग्नल पावर को मापो एक बार जब मुझे सिग्नल पावर पता है तो मुझे पता है कि नॉइज़ पावर हमेशा कांस्टेंट होती है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि चैनल कंडीशन क्या है तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए परिदृश्य जिससे हम निपट रहे हैं वह है एक एडब्लूजीएन चैनल में इसके पास एक फिक्स्ड γ होगा अब एक फ़ेडिंग चैनल में कभी कभी यह इस लेवल पर होता है कभी कभी यह एक अलग सिग्नल लेवल पर होता है इसे Ps2 कहते हैं जो γ2 को करेस्पॉन्ड करता है और इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन के संदर्भ में अलग अलग प्रभाव होंगे और यही हम पकड़ने की कोशिश कर रहें हैं यह कहते हुए कि चैनल कंडीशन क्या है इसकी परवाह किए बिना अगर मैं उस इनफार्मेशन को ट्रांसमीटर में फीड करने में सक्षम हूं तो ट्रांसमीटर उस विशेष चैनल कंडीशन के लिए जो संभव है सबसे मजबूत और अनुकूलित तरीके से इनफार्मेशन भेजता है ठीक है तो मुझे केवल निम्नलिखित टिप्पणियों या ऑब्सेर्वशन्स में इसे जोड़ने दें फिर से चूँकि प्रश्न आया था मुझे लगता है कि यह स्पष्ट करना एक अच्छी बात है तो हम कहते हैं कि मेरे पास है नोटिस करें Pn नहीं बदल रहा है फिर फ़ेडिंग होने के कारण मेरे पास है ठीक है क्या हो रहा है कि सिग्नल पावर ऊपर और नीचे जा रही है लेकिन Pn फिक्स्ड है तो इसका मूल रूप से मतलब है कि आपका इंस्टैंटेनीअस एसएनआर ऊपर और नीचे जा रहा है और अगर आपका एसएनआर ऊपर और नीचे जा रहा है तो आपकी कैपेसिटी ऊपर और नीचे जाने वाली है जिसे हम गणनाओं से जानते हैं और यही हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है हो सकता है कि सिर्फ 1 अंतिम ऑब्सेर्वशन केवल इतना ताकि हम कम्युनिकेशन पृष्ठभूमि भाग के साथ पूरी तरह से लिंक कर सकें तो Pn को कैसे मापा जाता है यह कांस्टेंट क्यों है यह क्यों नहीं बदलता है Pn N0 B तो N0 आपकी नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी है नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी की यूनिट्स क्या हैं बैंडविड्थ Hz में है तो कॉम्बिनेशन आपको वाट्स देगा यह नॉइज़ पावर वहाँ होगी अब वास्तव में नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी किस पर निर्भर करती है नॉइज़ स्पेक्ट्रल डेंसिटी को देखें N0 वास्तव में kT पर निर्भर करता है जहां k बोल्ट्ज़मैनस कांस्टेंट Boltzmanns constant है ठीक है और फिर से पूर्णता के लिए हमें केवल मान लिखने दें k 13807 × 1−¿−23 ¿JK और हम हमेशा एम्बिएंट तापमान को T 300 K के रूप में लेते हैं इसलिए k × T वही है जो नॉइज़ फ्लोर को निर्दिष्ट करता है मुझे यकीन है कि आपने यह गणना की होगी और इससे परिचित होंगे तो समस्या है वास्तव में मैं WHz चाहता हूं ठीक है तो मूल रूप से k × T मुझे जूल्स देगा ठीक है तो JsW इसलिए जूल्स यदि मैं इसे वाट्स सेकण्ड्स के रूप में लिखता हूं तो इसे WHz के रूप में लिखा जा सकता है असल में k × T वास्तव में आपको एक मात्रा देता है जो WHz में होता है और आप इसे बैंड की चौड़ाई से गुणा करते हैं आपको वाट्स मिलेगा तो नॉइज़ पावर किसी भी रिसीवर के लिए सामान्य तौर पर Pn की गणना k × T × B के रूप में की जाती है और कभी कभी हम इसे केवल N0 निर्दिष्ट करके थोड़ा आसान कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है आप वास्तव में गणना कर सकते हैं कि नॉइज़ फ्लोर क्या होगा और फिर नॉइज़ पावर की गणना करें और इस तरह यह किया जाता है ठीक है इसलिए दिन के अंत में हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह तथ्य यह है कि एसएनआर फ्लुक्टुऐटिन्ग है और इसलिए कैपेसिटी फ्लुक्टुऐटिन्ग है इसलिए हासिल करने के रूप में यह हमारे लिए एक चुनौती है जो हम हासिल करना चाहते हैं तो हम अब तक जो कुछ भी कह चुके हैं उसे जल्दी से संक्षेप में बताएं कि यह वह परिदृश्य है जो हमारे पास है और इसका मतलब है कि चैनल कंडीशन के बारे में हमारी जानकारी रिसीवर से ट्रांसमीटर तक प्रेषित की गई है तो सीएसआई Rx से Tx में चला गया है इसलिए हम हम उस रीजिम मे हैं जिसे हम सीएसआईटी के रूप में कहते हैं इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर को चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ज्ञात है तो चैनल की कैपेसिटी क्या है यह कब ज्ञात है तो इस कंडीशन के तहत कैपेसिटी होगी तो यह वास्तव में आपकी एर्गोडिक कैपेसिटी है और एर्गोडिक कैपेसिटी केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ट्रांसमीटर को चैनल स्टेट का ज्ञान हो अन्यथा आप आउटेज प्राप्त करेंगे आपको सबसे खराब स्थिति वाले चैनल के लिए डिज़ाइन करना होगा तो यह कैपेसिटी तभी सार्थक है जब ट्रांसमीटर के पास इनफार्मेशन हो अब सामान्य स्थिति में यदि आपने इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की है तो एसएनआर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है बल्कि एक कंट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल है कोई समस्या नहीं है हम एर्गोडिक कैपेसिटी को एक इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं तो एक फ़ेडिंग चैनल के लिए एर्गोडिक कैपेसिटी जिसमें हम जानते हैं कि एसएनआर डिस्ट्रीब्यूशन है तो मूल रूप से समेशन एक इंटीग्रल बन गया तो सामान्य केस में हम कहते हैं कि एर्गोडिक कैपेसिटी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है CE Blo g21γ यह जो है ठीक यही है लेकिन यह एर्गोडिक कैपेसिटी केवल तभी सार्थक है जब ट्रांसमीटर को चैनल स्टेट का ज्ञान हो और यही एकमात्र समय है जिसके तहत हम उसे प्राप्त कर सकते हैं तो आइए अब जल्दी से गणना करें कि यह क्या है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास यह जानकारी हो और फिर उस पर निर्माण करें तो मूल रूप से यह जो कहता है वह यह है कि मैं इनफार्मेशन को फीडबैक कर सकता हूं मैं उचित कैपेसिटी चुन सकता हूं और फिर मैं इसे ट्रांसमिट कर सकता हूं तो यहाँ पर हमने अभी तक जो कुछ किया है उसका सारांश विवरण दिया गया है हमने अब तक क्या किया है मूल रूप से कहता है कि पता लगाएं कि एसएनआर क्या है और फिर कैपेसिटी की गणना करें यह कल्पना करते हुए कि इस इनफार्मेशन को ट्रांसमीटर को कम्यूनिकेट किया गया है हम तब एर्गोडिक कैपेसिटी को प्राप्त कर सकते हैं